क्या आपको पता है हम कहां हैं दोस्तों हम एशिया के सबसे शानदार ट्रैक एंड फील्ड के प्रशिक्षण के स्थान पर हैं परंतु यहां हम प्रशिक्षण के लिए आए नहीं हैं हम यहां विश्लेषण करने के एक तरीके के बारे में चर्चा करने आए हैं जिससे कि आप कारण के जड़ तक बहुत आसानी से पहुंच सकेंगे मैं एक कहानी द्वारा इसका चित्रण करना चाहता हूं यह कहानी मेरे छात्र की है जो कि नियमित तौर पर कक्षा में देर से आता था तो मैंने अपने आम तरीके कटाक्ष उसे मज़ाक का पात्र बनाना उसे धमकाना कि मैं उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं दर्ज करुंगा इत्यादि अपनाए परंतु किसी से भी काम नहीं बना फिर मैंने अपनेआप से कहा कि मैं एक व्यवस्थित इंसान हूं और मुझे पता लगाने की जरूरत है कि यहां असल में क्या चल रहा है तब मैंने सोचा कि मैं "अनेक क्यों" विश्लेषण या "5 क्यों" विश्लेषण का तरीका प्रयोग में लाऊंगा यह तरीका बहुत ही सरल हैl जिस प्रकार कि एक 5 साल का बच्चा " क्यों" अनेक प्रकार पूछता है यही इस तरीके का सार भी है यह 70 के दशक में टोयोटा द्वारा प्रचलित किया गया था और यह काफी प्रभावी है क्योंकि यह प्रयोग करने में बहुत सरल है मैं इस खास कहानी का वर्णन करुंगा तो यह लड़का छात्र मेरी हर कक्षा में देर से क्यों आता था यह पाया गया कि बहुत देर से सोता था और यही मुख्य कारण था कि वह कक्षा में देर से आता था इससे यह प्रश्न निकलता है कि वह देर से क्यों सोता था क्योंकि उसके पास ढेरों ढेर कार्य थे जिन्हें समाप्त करने के लिए बहुत देर से सोता था इससे यह प्रश्न निकलता है कि उसके पास ढेरों ढेरों कार्य समाप्त करने के लिए क्यों थे असल में टालने वाला व्यक्ति था इसलिए अपने सभी कार्य समय पर निपटाने के लिए उसके पास वास्तव में ना तो समय था और ना ही अनुशासन था इस कारण से वह कक्षा में देर से आता था क्योंकि वह देर से जागता था अब वह काम को क्यों टालता था अपने कोर्स के भार की वजह से टालता उसकी आदत में आ गया था हमने बहुत पहले बहुत ही सरल बात कि वह कक्षा में देर से क्यों आता था से शुरुआत करी थी और उसके बाद हम उसकी व्यक्तिगत आदतों तक पहुंच गए यह एक बहुत ही सरल चित्रण है कि यह पांच "क्यों" असल में कैसे काम करते हैं और आप भी किसी रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए इसको परख के देख सकते हैं धन्यवाद